इसलिए जैसा कि हम सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड क्रिस्टल संरचना पर चर्चा कर रहे हैं हमने देखा है कि अलग अलग दिशाओं में जैसे कि आप 100 110 या 111 ले रहे थे आपके पास अलग तरह की क्रिस्टल व्यवस्था है इसका क्या मतलब है विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल व्यवस्थाओं का अर्थ है कि कितने परमाणु या 1 परमाणु बल्क bulk के अंदर कितने परमाणुओं से जुड़ा है वह संख्या भिन्न है तो अब हम देखेंगे कि यह वास्तविक रूप में हुबहू कैसा दिखता है मान लीजिए कि यह एक क्रिस्टल संरचना है इसलिए आपके पास अलग अलग कोनों पर परमाणु बैठे हैं और फिर आप इसे 111 सतह से काट रहे हैं यानी कि आप इसे कहीं इस तरह से काट रहे हैं तो यदि यह X अक्ष है यह Y अक्ष है और यह Z अक्ष है फिर X अक्ष Y अक्ष और Z अक्ष सभी अक्ष इस सतह द्वारा 111 या a a a पर काटे जाते हैं ठीक अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह प्लेन 111 प्लेन है और इसे X Y Z अक्ष में इस तरह काटा गया है जैसे कि यह X बराबर a Y बराबर a और इसलिए यहां पर एक गलती है यह गलती है कि Y a ke बराबर होगा ओके इस दिशा या प्लेन ने XY प्लेन को इस रेखा के साथ काटा है और यह 100 दिशा है ठीक है अब निर्देशांक ज्यामिति से 2 क्रिस्टलोग्राफिक दिशाओं के बीच के कोण की गणना करने के लिए जैसे u1 v1 w1 और u2 v2 w2 हम देख सकते हैं कि यह सूत्र है

वास्तव में आप जानते हैं कि यदि दो वैक्टर a और b हैं तो ab आपको abcosθ देता है ठीक तो कॉस थीटाcos theta एक डॉट बी को ए और बी के गुणनफल से भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है जैसे ए के मॉड में बी के मॉड की तरह तो यह ठीक उसी तरह का एक ही सूत्र है तो यह डॉट dot product है और इसे इसकी ही अपनी लंबाई से विभाजित किया जाता है सही अब बीच का कोण इस प्लेन 111 और प्लेन 111 विमान के बीच का कोण है ऊपर के सूत्र से निकालने पर ऊपर की तरफ इसका मान 1 होगा और वहां नीचे आपके पास 3 गुणा 1 होगा तो यह है 1 भाग 1 गुणा 3 का वर्गमूल जो आपको 54735 डिग्री देगा तो अब बात यह है कि जब आपके पास यह है यह ब्लॉक है और हम हैं यह मान लें कि यह 100 प्लेन है ठीक है यह 100 प्लेन है तो यह 111 प्लेन इसको इस तरह काटेगा और ये कोण जो कि प्लेन 100 और प्लेन 111 ने बनाया है यह 54 डिग्री या 5473 डिग्री का है इसलिए जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि यह प्लेन 111 प्लेन है और फिर यह 111 प्लेन XY प्लेन को 110 लाइन पर काटता है सही क्योंकि यहां यदि आप देखते हैं तो यदि आप 110 लाइन पर एक प्लेन खींचते हैं तो यह Z अक्ष के समानांतर होगा दो प्लेन और के बीच लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो यह 110 रेखा है जहां यह प्रतिच्छेद करती है और दूसरी बात यह है कि हम पहले से ही जानते हैं कि XY प्लेन 001 प्लेन के समानांतर है क्योंकि 001 प्लेन पर इसने Z अक्ष को 1 या Z a पर काट दिया है ऐसा मान लेते हैं तो XY प्लेन Z प्लेन के समानांतर है और इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु 100 प्लेन है मान लीजिए कि यह प्लेन है तो 010 प्लेन और 001 प्लेन दो अलग अलग प्लेन होंगे जो कि इस 100 तल के लंबवत होंगे तो यह तल यदि यह 100 प्लेन है तो ऐसे यहां कई प्लेन हैं जिन अनंत संख्या के प्लेन को बनाया जा सकता है जो 100 प्लेन के लंबवत हैं ठीक है जैसे यह प्लेन भी लंबवत है यह तल भी लंबवत है यह तल भी लंबवत है लेकिन उसमें सिर्फ दो ही प्लेन हैं जो कि जो बेस प्लेन जैसे होंगे तो बता दें कि अगर यह 001 प्लेन है जिसने Z अक्ष को काट दिया है और फिर यह 100 पहला प्लेन है तो यह दूसरा प्लेन 010 होगा अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी प्लेन को 100 प्लेन परिवार कहा जाता है और क्रिस्टलोग्राफिक दिशा के अनुसार वे सभी समरूप होते हैं और क्रिस्टलोग्राफिक दिशा के अनुसार इन सभी में समान प्रकार के गुण होते हैं समान प्रकार के द्रव्य गुण होते हैं जिस तरह से हम पहले चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में परमाणु अलग अलग संख्या में बंधों द्वारा थोक से जुड़े होते हैं और प्लेन के इस परिवार में जैसे एक 100 प्लेन में एक परमाणु है अब मान लीजिए कि इस क्रिस्टल को 100 प्लेन में काटा जाता है तो सतह पर उपस्थित परमाणु में वही गुण होंगे जो यदि क्रिस्टल को 010 या 001 प्लेन में काटा जाता है तो उसकी सतह पर उपस्थित परमाणु में होंगे मूल रूप से जब सिलिकॉन वेफर्सsilicon wafers तैयार या निर्मित होते हैं वे इनगोट में बेलनाकार आकार में निर्मित होते हैं तो एकल क्रिस्टल सिलिकॉन इनगोट जब पहले बनती है तो यह एक सिलेंडर की तरह दिखती है और फिर सिलेंडर से विभिन्न स्लाइस सर्कुलर डिस्क circular disk जैसे काट दिए जाते हैं इसलिए इन्हें वेफर कहा जाता है ये आमतौर पर 400 500 माइक्रो मीटर मोटाई के होते हैं और इसका व्यास 2 इंच 3 इंच 4 इंच 6 इंच या 12 इंच तक भी हो सकता है इसलिए ये बहुत पतली प्लेटों की तरह होते हैं अब जैसा कि हमने चर्चा की कि अलग अलग प्लेनो में अलग अलग तरह के भौतिक गुण होते हैं ठीक ऐसे परमाणु जो अलग अलग गुण दर्शाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण होते हैं अब एक बार तैयार इनगोट एक सिलेंडर की तरह होता है जैसा कि मैं कह रहा हूं तो इसे अलग अलग दिशाओं में काटा जा सकता है चाहे हम 100 दिशा या 110 दिशा या 111 दिशा में काट रहे हों इसी आधार पर उस सिलिकॉन पदार्थ में विभिन्न प्रकार के गुण होंगे सही और यह समझने के लिए कि हमने इसमें प्राथमिक फ्लैट और सेकेंडरी फ्लैट बनाया बनाया है प्राथमिक फ्लैट क्या है तो इंगोट पर एक लंबा कट है इसलिए यह ठीक से गोलाकार नहीं है किनारे पर इस लंबे कट को ही प्राथमिक फ्लैट कहा जाता है और फिर एक और दूसरा छोटा कट है इसे सेकेंडरी फ्लैट कहा जाता है अब 100 वेफर और n टाइप वेफर के लिए आप डोपिंग शब्द से भी परिचित हैं जहां हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को p टाइप या n टाइप बनाने के लिए डोपिंग कर सकते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर में अधिक संख्या में धनात्मक चार्ज वाहको या होल्स होंगे और n प्रकार के सेमीकंडक्टर अर्धचालकों में ऋणात्मक आवेश वाहको या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है अब 100 टाइप के कट और n टाइप सिलिकॉन के लिए प्राथमिक फ्लैट और सेकेंडरी फ्लैट बिल्कुल विपरीत हैं तो इससे वेफर् को देखने से बिना पूछे ही हमें पता चल जाएगा कि यह 100 n टाइप का सिलिकॉन है इसी तरह यदि सेकेंडरी फ्लैट फ्लैट प्राथमिक फ्लैट के लंबवत दिशा में मौजूद है तो यह 100 p टाइप सिलिकॉन है यह 100 पी टाइप है पुनः यदि प्राथमिक फ्लैट सेकेंडरी फ्लैट के बहुत करीब है तो यह 111 कट है और यह n टाइप है और यदि वहां कोई सेकेंडरी कट या सेकेंडरी फ्लैट नहीं है तो यह 111 p टाइप है तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि हमारा नमूना किस प्रकार का सिलिकॉन वेफर्स है तो अब हम इस फ्लैट और एक महत्वपूर्ण बात के बारे में चर्चा करेंगे मैं कुछ स्लाइड्स पर वापस जाऊंगा जैसे कि जहां मैंने दिखाया है कि 111 प्लेन XY प्लेन को काटता है या हम कहें कि 001 प्लेन आप इसे 001 या 110 100 प्लेन जो 110 लाइन के साथ में जो कट हम सिलिकॉन वेफर पर बनाते हैं वह 110 लाइन के साथ है और ऐसा क्यों है इस पर हम बाद में आएंगे लेकिन वर्तमान में पहले से ही क्रिस्टलोग्राफिक अभिविन्यास पर चर्चा के आधार पर आप जानते हैं कि 111 प्लेन 3 परमाणु बंधन से जबकि 110 प्लेन केवल 1 परमाणु बंधन द्वारा बल्क bulk से जुड़ा होता है तो 110 प्लेन सबसे अस्थिर है जबकि 111 प्लेन या ट्रिपल 1 प्लेन सबसे स्थिर है सबसे स्थिर प्लेन सही है क्योंकि इसमें 1 परमाणु बल्क bulk में 3 परमाणुओं से जुड़ा है इसलिए जब हम कट बनाते हैं कट अपने आप बन जाता है जैसे कट पर खुली सतह 111 प्लेन है और लाइन के साथ 110 लाइन वास्तव में कट बनाई जाती है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जबकि हम वास्तव में ईचिंग etching और काटने के लिए जाते हैं यह एक बात है तो 111 प्लेन 100 प्लेन को 111 पर 110 लाइन पर काटता है ओके अब 111 विमान को दरार तल cleavage plane कहा जाता है क्योंकि यदि हम प्राथमिक फ्लैट के समानांतर या प्राथमिक फ्लैट के लंबवत रेखा के माध्यम से लिखते हैं और वेफर को धीरे से दबाते हैं तो वेफर उस रेखा के साथ टूट जाएगा क्योंकि उस रेखा के साथ हमारे पास पहले से ही 110 है यह वह रेखा है जो सबसे नाजुक fragile होती है और फिर यह 100 रेखा से मिलती है यह 1 या ट्रिपल 1 विमान की तरह जो कि इस रेखा पर 100 विमान से मिलती है तो यह बस उस बिंदु पर टूट जाएगा इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम लिथोग्राफी पढ़ेंगे उस समय भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि आमतौर पर प्राथमिक फ्लैट का उपयोग अनिसोट्रोपिक वेट एचिंग या अनिसोट्रोपिक रासायनिक एचिंग के लिए पैटर्न को संरेखित अलाइन align करने के लिए भी किया जाता है संक्षेप में जैसे सिलिकॉन के 110 तल पर परमाणु 1 बंध के साथ अगले 110 तल से बंधे होते हैं या केवल 1 परमाणु बंधित होता है सिलिकॉन के 100 तल के परमाणु क्रिस्टल के अगले 100 तल से 2 बंधों से बंधे होते हैं और सिलिकॉन के 111 तल के परमाणु अगले 111 तल के 3 बंधों से बंधे होते हैं उपरोक्त के परिणामस्वरूप 111 दिशा में बंधन शक्ति उच्चतम है जबकि यह 100 के लिए काफी कम है और 110 दिशा के मामले में सबसे कम है और उसके कारण 110 दिशा के साथ वेफर की एचिंग दर या क्षति सबसे अधिक है जबकि 111 दिशा यह सबसे कम है अब माइक्रो मशीनिंग micromachining प्रक्रियाएं इसमें दो विशिष्ट अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं एक को बल्क bulk माइक्रोमशीनिंग कहा जाता है और दूसरे को सरफेस माइक्रोमशीनिंग कहा जाता है इसलिए इससे पहले कि हम माइक्रो मशीनिंग micromachining पर जाएं हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में हम अलग अलग डिवाइस या अलग अलग संरचनाएं मैक्रो स्केल में बनाते हैं और इसके लिए हमारे पास इंडस्ट्री industry में पहले से ही कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं स्थापित हैं जैसे यदि हम इसे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास किसी प्रकार का साँचा है जहाँ सामग्री को उस सांचे में डाला दिया जाएगा और फिर इसे उससे बनाया जा सकता है या यदि हम उस पर कोई विशेष प्रकार का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसके अनुसार हम इसे काट सकते हैं या इसे पॉलिश कर सकते हैं या हम इसकी उसी पैटर्न पर आधारित प्रतिलिपि बना सकते हैं लेकिन यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि यह कार्य मैक्रो स्केल में हो रहा है सही है लेकिन अगर हमें माइक्रो स्केल डिवाइस या नैनो स्केल डिवाइस बनाते समय वही काम करने की ज़रूरत है तो हमें इस तरह की संरचनाओं को बहुत छोटे रेखीय स्केल जैसे माइक्रोमीटर स्केल या नैनोमीटर स्केल में बनाने की जरूरत है जैसे पहले मॉड्यूल में हमने कैंटिलीवर और मेम्ब्रेन के बारे में बात की है अगर हम एक कैंटिलीवर बनाना चाहें है जिसकी लंबाई 100 माइक्रोन चौड़ाई 5 माइक्रोन है और और मान लीजिए की मोटाई लगभग 500 नैनोमीटर से 1 माइक्रोन के बीच में है तब इस तरह की लोकप्रिय मैक्रो स्केल प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करके माइक्रोस्केल के डिवाइस बनाना संभव नहीं है और इसके लिए हमें एक अलग तरह के प्रोसेस फ्लो के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसे ही माइक्रोफैब्रिकेशन या माइक्रो मशीनिंग microfabrication or micro machining कहा जाता है अब इस स्थिति में मेटेरियल भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है और सिलिकॉन को मेटेरियल के रूप में चुना है क्योंकि इसके बाहरी गुण होते जैसे यांत्रिक गुण भी अच्छे हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने पिछली कुछ स्लाइड्स पर चर्चा की है कि सिलिकॉन एक सिंगल क्रिस्टल संरचना है और इस एकल क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक दिशा में स्पष्ट रूप से परिभाषित गुण होते हैं और तदनुसार हम अपनी डिवाइस को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बना सकते हैं तो आइए सबसे पहले हम माइक्रो मशीनिंग बल्क bulk माइक्रो मशीनिंग पर चलते हैं तो बल्क bulk माइक्रोमशीनिंग में हम बल्क bulk सिलिकॉन वेफर से शुरू करते हैं इसलिए जैसा कि मैं कह रहा था कि सिलिकॉन का निर्माण इसके इंगोट जो आकार में बेलनाकार होता है की सही तरीके से प्रोसेसिंग करके किया जाता है और फिर हम इंगोटस को समानांतर में काटते हैं एक एक स्लाइस करके और फिर इनमें से प्रत्येक स्लाइस का उपयोग माइक्रोफैब्रिकेशन के लिए या सिलिकॉन वेफर के रूप में किया जाता है अब हम अंतिम सतह बनने तक सामग्री को हटा सकते हैं तो अलग अलग तकनीकें हैं जिनमें से कुछ पर हम इस पाठ्यक्रम के भाग में चर्चा करेंगे कि हम किसी मेटेरियल को कैसे हटा सकते हैं और जब हम कुछ मेटेरियल हटा रहे हैं तो मान लें कि यह कुछ मेटेरियल है और फिर मैं यहाँ से वृत्ताकार रूप में किसी बिंदु तक कुछ मेटेरियल हटा रहा हूं अर्थात किसी वृत्ताकार क्षेत्र को मैं हटाता हूँ तब यह एक वृत्ताकार छेद बनाएगा या इस ब्लॉक में एक छेद बनाएगा इसलिए मेटेरियल को हटाना बहुत महत्वपूर्ण है और हम कुछ प्रक्रियाओं को देखेंगे और फिर हम एक विशेष क्षेत्र का चयन कर सकते हैं जिसे हम हटाना चाहते हैं और दूसरा क्षेत्र जिसे हटाना नहीं चाहते हैं ठीक है तो यहां कुछ मास्किंग लेयर्स masking layers या ईच स्टॉप लेयरetch stop layer हैं जिन्हें हम वहां रख सकते हैं जहां हम एचिंग नहीं करना चाहते हैं मान लीजिए अगर मैं यहां एक पैटर्न बनाना चाहता हूं तो तो इस पैटर्न के अनुसार मैं बाकी क्षेत्र की एचिंग करूंगा और जिस क्षेत्र की एचिंग नहीं करनी है है उस पर मैं मास्क लगा दूंगा हुआ ताकि इसकी एचिंग ना हो सके एचिंग की कुछ सूड्राई एचिंगdry etching तकनीक भी हैं इसलिए केवल रासायनिक तरल पदार्थों का उपयोग करने के अलावा हम एचिंग में गैसों का उपयोग उपयोग करके भी मेटेरियल को हटाया जा सकता है तो इसे ड्राई एचिंग dry etchingतकनीक कहा जाता है और आरआईई या रिएक्टिव आयन एचिंगRIE or reactive ion etching ड्राई एचिंगdry etching की बहुत लोकप्रिय तकनीक में से एक है और हमारी आवश्यकता के आधार पर हम दो वेफर्स भी एक साथ बांध सकते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक है हमारे पास एक डिवाइस है और इस पर हमने कुछ पैटर्न बनाए हैं तथा दूसरी डिवाइस में हमने कुछ अलग पैटर्न बनाए हैं और अपने अनुप्रयोग हेतु हमें इन दोनों को एक साथ बांधना है तो बल्क bulk माइक्रोमशीनिंग तकनीकों का उपयोग करके ऐसा करना भी संभव है जब मैं बल्क bulk माइक्रोमशीनिंग के बारे में चर्चा कर रहा हूं तो पहला बिंदु यह है कि वेट इचिंगwet etching या वेट केमिकल इचिंगwet chemical etching उसमें वेट केमिकल इचिंग दो प्रकार की हो सकती है एक आइसोट्रोपिकisotropic है और दूसरा अनिसोट्रोपिकanisotropic है तो आइसोट्रोपिक इचिंग में ईचेंट इचिंगकरने वाला पदार्थ सभी दिशाओं में मेटेरियल को बराबर हटाता है तो आइए हम यहां इस क्षेत्र के बारे में कुछ कहें जो कि ईच स्टॉप लेयर के साथ ठीक से संरक्षित हैं तो यह क्षेत्र जिसमें यह मेटेरियल है या आपका आपका सब्सट्रेट या आपका नमूना है जिसको आपको हटाना है और यह भूरे रंग का जो क्षेत्र दिख रहा है ईच स्टॉप लेयर की तरह हैं तो यह इस क्षेत्र को खोदने की अनुमति नहीं देगा अतः इस क्षेत्र की इचिंग नहीं की जाएगी है लेकिन इस क्षेत्र की इचिंग सभी दिशाओं में होगी चाहे हम इस दिशा को लें यह दिशा लें या दूसरी दिशा में इन सभी दिशाओं में इचिंग की दर समान है तो आप देख सकते हैं कि चूंकि यह इचिंग कुछ दूरी तक लंबवत नीचे हो गई है यह क्षैतिज तल में भी इधर उधरहो गई है और एक निश्चित समय के बाद यह ईच स्टॉप परत के नीचे से भी इचिंग करना शुरू कर देगा तो यह यहां पर अंडर इचिंग है यहां पर अंडर इचिंग है या साइड इचिंग भी है और उस स्थिति में सभी जगह इचिंग हुई है सभी जगह की इचिंग समान है और इचिंग की दर भी बराबर है और यदि आप रसायन बदलते हैं और अलग रसायन लेते हैं और इस रसायन का प्रयोग करते हैं तो यह अलग दर से इचिंग करता है लेकिन सभी दिशाओं इसकी इचिंग की दर एक जैसी समान होगी अब हम इसकी इचिंग किसी प्रकार हलचल उत्पन्न करके भी कर सकते हैं इसका क्या मतलब है हलचल का अर्थ है कि हम इसे किसी विशेष आवृत्ति के साथ सोनिकेट sonicate कर सकते हैं अब जब हम इसे सोनिकेट कर रहे हैं तो हम इचिंग तरल को और भी अधिक स्वतंत्र रूप से क्षैतिज तल में इधर उधरब जाने की अनुमति दे रहे हैं तो वे तरल पदार्थ जल्दी जल्दी अधिक बार सतह के संपर्क में आएंगे और प्रतिक्रिया का जो भी उत्पाद है वह भी बहुत आसानी से हटा दिया जाएगा तो उस स्थिति में इचिंग दर क्षैतिज तल में और भी अधिक बढ़ जाएगी और हमें और अधिक इचिंग दर मिलेगी तो इनमें से एक उदाहरण इन उदाहरणों में से एक एचएनए ईचेंट HNA etchant के द्वारा सिलिकॉन की इचिंग है एचएनए ईचेंट HNA etchant क्या है एचएनए HNA हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करके SiF6 उत्पाद को बनाते हैं जो पानी में घुलनशील है तो यह आसानी पानी में घुल जाता है और फिर NO बाहर निकल जाता है तो इस वगैरह द्वारा सिलिकॉन को उकेरा जाता है यहाँ वास्तव में क्या होता है HNO3 सिलिकॉन का यह SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण करता है और फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड HF के साथ प्रतिक्रिया करता है और यह SiF6 उत्पाद को बनाता है जो H2SiF6 है और यह पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है ठीक है यह फ्लोराइड वह फ्लोराइड है जो पानी में बहुत अधिक घुलनशील है अतः यह पानी में आसानी से घुल जाता है और तदनुसार सिलिकॉन सभी दिशाओं में समान रूप से हटाया जाता है सभी दिशाओं में समान रूप से ठीक है यहां एसिटिक एसिड एक मॉडरेटर moderator है इसका मतलब है कि इसमें वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट dielectric constant स्थिरांक होता है जो H2O से बहुत कम होता है जो कि HNO2 और HNO3 को NO3 या NO2 में टूटने से रोकता है और उन रासायनिक पदार्थों के गठन की अनुमति देता है जो सिलिकॉन के ऑक्सीकरण को बढ़ाने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं तो यह HNO3 के टूटने की अनुमति नहीं देता है या वास्तव में HNO3 पृथक्करण की दर को कम करता है तो एसिटिक एसिड वास्तव में HNO3 के पृथक्करण को कम करता है और इस कारण से HNO3 सिलिकॉन से SiO2 को बनाने में अधिक सक्षम होता है और यह SiO2 HF के साथ प्रतिक्रिया करेगा और अंततः इस घुलनशील उत्पाद को बना देगा तो तदनुसार एचएनए से हम सिलिकॉन इचिंग प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि सिलिकॉन की अलग अलग दिशाओं में अलग अलग इचिंग दर होती है तो फिर HF SiO2 के साथ प्रतिक्रिया करता है और यह H2SiF6 उत्पाद बनाता है जो वास्तव में पानी में घुलनशील है और उस वजह से इस एचएनए HNA etchant के द्वारा सिलिकॉन बहुत आसानी से etch हो जाता है और यहां एसिटिक एसिड एक मॉडरेटरmoderator है इसका मतलब है कि यह etch नहीं करता है वास्तव में यह सिलिकॉन या प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न किसी अन्य सहउत्पाद के साथ क्रिया नहीं करता है लेकिन यह HNO3 के पृथक्करण को कम करता है क्योंकि पानी की तुलना में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है इसलिए HNO3 वातावरण में NO3 और NO2 में वियोजित नहीं होगा तो यह सिलिकॉन को SiO2 में ऑक्सीकृत करने के लिए उपलब्ध होगा अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है जैसा कि हम कह रहे हैं कि यह HNA etchant सभी दिशाओं में समान रूप से etching कर रहा है लेकिन जैसा कि हमने देखा है जैसा कि हमने अपने क्रिस्टलोग्राफिक अभिविन्यास वर्ग से देखा है कि अलग अलग दिशाओं में सिलिकॉन की etching दर अलग अलग होती है विभिन्न etching दरों का क्या अर्थ है इसका मतलब है कि एक विशेष दिशा में हम कहते हैं कि यदि यह 100 दिशा है तो उस स्थिति में 1परमाणु 2 परमाणुओं से बल्क bulk में जुड़ा हुआ है ठीक है और जबकि यदि यह एक 111 प्लेन है तो मान लें कि यह 100 प्लेन है तो यह दिशा 100 और यह दिशा 111 होगी और उस दिशा में 1 परमाणु से अधिक संख्या में बॉन्ड हैं या यह सभी तीनों बॉन्ड बल्क bulk में होंगे अतः यह अधिक स्थिर है अब यदि हम इस मेटेरियल को यहाँ रखते हैं तो यह है यह 100 दिशा है और इस दिशा में जबकि यह वास्तव में 1 है यह एक और 100 परिवार है जबकि110 वहाँ होगा वहाँ यह प्लेन 111 है जिसकी इचिंग दर कम से कम होगी और उस स्थिति में यह कम होनी भी चाहिए चाहिए इसे होना चाहिए था यह होना चाहिए कि एक दिशा में अधिक इचिंगऔर दूसरी दिशा में अलग प्रकार की इचिंग है लेकिन ऐसा नहीं है इस स्थिति में ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इचेंट इतना आक्रामक इतना आक्रामक एजेंट है कि यह आसानी से सिलिकॉन के साथ क्रिया करता है और इसे सभी दिशाओं में पूरी तरह से हटा देता है लेकिन अगली कक्षा में हम ऐसे उदाहरण देखेंगे जहां हम सिलिकॉन इचिंग के लिए KOH या TMAH का उपयोग करेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि 110 दिशा और 111 दिशा में इचिंग दर बहुत अलग हैं और तदनुसार इस अनिसोट्रोपिक इचिंग का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की ज्यामिति बनाई जाती हैं जबकि HNA हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और अम्लीय एसिड के संयोजन की स्थिति में यह आइसोट्रोपिक इचिंग है अब जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह HF HNO3 एसिटिक एसिड एक मिश्रण की तरह है जो बहुत आसानी बहुत तेजी से सिलिकॉन इचिंग है लेकिन अलग अलग सांद्रता के आधार पर इसकी अलग अलग इचिंग दर होती है जैसे अगर हम 10 30 80 अनुपात में HF HNO3 और एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं तो हमारी 0723 माइक्रोन प्रति मिनट की इचिंग दर होगी जो लगभग 700 नैनोमीटर से 3 माइक्रोमीटर प्रति मिनट होगी जबकि यदि हम अधिक HF और अधिक HNO3 और सीसी डबल ओएच या एसिटिक एसिड की बहुत कम मात्रा का उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में यह 4 माइक्रोन प्रति मिनट होगी और यहां आपको एक बात समझनी चाहिए कि एसिटिक एसिड केवल एक मॉडरेटर जैसा होता है समझ गए या यह वास्तव में केवल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है इसलिए कि HNO3 विलयन में वियोजित नहीं होगा लेकिन यह वास्तव में क्रिया नहीं करता है तो मिश्रण में एचएफ HF और HNO3 की मात्रा एसिटिक एसिड के संबंध में बढ़ाने से वास्तव में इचिंग की दर बढ़ जाती है HF का 9 प्रतिशत और HNO3 का75 प्रतिशत और एसिटिक एसिड का 30 प्रतिशत होने पर हमें 7 माइक्रोमीटर प्रति मिनट की एक ईच दर मिलती है इसलिए अधिक एसिटिक एसिड होने पर हम ज्यादा HNO3 बनाएंगे और हम ज्यादा सिलिकॉन को SiO2 में बदलेंगे और और यह sio2 HFके द्वारा हम ईच करेंगे और हमारे पास कह सकते हैं की अधिक मात्रा में सिलिकॉन की इचिंग हुई यहां हम देखते हैं कि पहली स्थिति में जहां हमने 10 30 और 80 या 138 का उपयोग किया है उस समय SiO2 है यदि हम SiO2 को मास्किंग प्लेन के रूप में उपयोग करते हैं तो वह भी 30 नैनोमीटर प्रति मिनट की दर से उपयोग हो जाएगा दूसरी स्थिति में में हम मास्किंग प्लेन के रूप में Si3N4 या सिलिकॉन नाइट्राइड का उपयोग कर सकते हैं वहां इचिंग की दर बहुत कम है जबकि आखिरी स्थिति में जहां हमारे पास HF की मात्रा कम होती है उस स्थिति में हम SiO2 को मास्किंग प्लेन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यहां SiO2 की इचिंग की दर 70 नैनोमीटर प्रति मिनट है तो जब तक यह सिलिकॉन को 7 माइक्रोन तक ईच करता है को तब तक यह SiO2 को 70 नैनोमीटर तक ईच कर लेगा तो हमें यहां यह समझने की जरूरत है कि हमें कहने दें हम कहते हैं कि मुझे एक सिलिकॉन लगभग 700 माइक्रोन ईच करने की जरूरत है और 700 माइक्रोन करने के लिए अगर मैं आखिरी नुस्खा या या इस तीसरे का प्रयोग कर रहा हूं तो 700 माइक्रोन ईचिंग के लिए मुझे इस सांद्रता में 100 मिनट लगेगी लेकिन इस 100 मिनट में इस 100 मिनट में यह SiO2 को भी 70 गुणा 100 यानी 7000 नैनोमीटर या 7 माइक्रोन तक ईच कर लेगा और इसलिए Si को ईचिंग से बचाने और 7 माइक्रोन SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फिल्म की आवश्यकता होती है और 7 माइक्रोन SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड फिल्म जमा करना बहुत कठिन है इसलिए यह उचित समाधान नहीं है और हमें हर समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यद्यपि हम सभी इस एक परत को मास्किंग परत सभी या ईच स्टॉप लेयर कहते हैं परंतु उस परत में भी एक ईचिंग etching दर होती है जो बहुत छोटी हो सकती है लेकिन उसकी प्रकृति के आधार पर उसे भी पूरी तरह से ईच किया जा सकता है तो अगली बार जब हम बात करेंगे तो हम अनिसोट्रोपिक ईचिंगanisotropic etching के साथ शुरुआत करेंगे